नमस्कार और सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस प्रदर्शन का स्वागत है इस विशेष प्रदर्शन में हम गुप्त चैनलों को देखेंगे हमने पहले से ही गुप्त चैनलों के बारे में सिद्धांत देखा है और वे कैश के माध्यम से कैसे स्थापित किए जा सकते हैं और इस प्रदर्शन में हम वास्तव में ऐसे गुप्त चैनल बनाने के बारे में देखेंगे और हम वास्तव में एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जानकारी कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं तो यह विशेष सेटअप वर्चुअल मशीन से रन करने योग्य नहीं हो सकता है हालांकि हम वास्तव में स्रोत कोड प्रदान करेंगे जो डाउनलोड किया जा सकता है और अपनी मशीनों पर आज़माया जा सकता है इसलिए कैश मेमोरी का उपयोग करते हुए एक गुप्त चैनल की स्थापना करते समय पहली बात यह पहचानने के लिए कि हम कैश आधारित गुप्त चैनल डिजाइन करना शुरू कर रहे हैं या प्रोसेसर के बारे में और उस प्रोसेसर में मौजूद कैश मेमोरी के बारे में जानकारी की पहचान करना है इसलिए जिस मशीन का हम यहां उपयोग कर रहे हैं वह इंटेल की एक नियमित i7 मशीन है और यह उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही है ध्यान देने वाली पहली बात इस प्रोसेसर के बारे में विवरण है इसलिए यह प्रोसेसर 4 कोर प्रोसेसर है और ये 4 कोर 8 हाइपर थरेड हैं अनिवार्य रूप से प्रति 2 हाइपर थ्रेड्स के रूप में कोर यदि आप अपने स्वयं के सिस्टम पर यह कोशिश करना चाहते हैं जो उबंटू चल रहा है तो आप कमांड्स cat proc cpuinfo चला सकते हैं और यह आपके सिस्टम में मौजूद सभी प्रोसेसर का विवरण सूचीबद्ध करेगा उदाहरण के लिए यहाँ के बाद से हमने उल्लेख किया है कि यह 4 कोर मशीन है इसलिए प्रत्येक कोर को 0 1 2 और 3 से शुरू होने वाली एक विशेष कोर आईडी दी जाती है इसलिए यहाँ पर उदाहरण के लिए कोर आईडी 3 है और जैसा कि हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं 1 और 0 की अन्य कोर आईडी देखें और इसी तरह अगली बात हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रोसेसर में हमारे पास एक ही CPU कोर साझा करने वाले 2 हाइपर थ्रेड्स हैं विशेष रूप से हम देखते हैं कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यह है कि प्रोसेसर नंबर 0 और प्रोसेसर नंबर 4 समान CPU कोर साझा करते हैं इसलिए हम इसे निम्नलिखितनुसार सत्यापित कर सकते हैं तो यह प्रोसेसर 0 है और जो कोर में 0 की आईडी के साथ इसमें मौजूद है यदि आप प्रोसेसर 4 को देखते हैं तो प्रोसेसर 4 भी उसी कोर आईडी के साथ कोर के लिए उसी पर है इसी तरह यदि आप अन्य चीजों से गुजरते हैं और यह विशेष मशीन आप देखते हैं कि प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 5 एक ही कोर अनिवार्य रूप से कोर आईडी 1 साझा कर रहे हैं 2 प्रोसेसरों के बीच एक गुप्त चैनल बनाने के लिए हमें जो 2 हाइपर थ्रेड्स की पहचान करनी है जो एक ही कोर पर चल रहे हैं तो चलिए हम कोर प्रोसेसर 0 और प्रोसेसर 4 चुनते हैं अगली चीज़ जो हमें जानना है वह है विशेष प्रोसेसर के लिए कैश की संरचना तो यह जानकारी निर्देशिका sys devices system cpu cpu0 cache से प्राप्त की जा सकती है इसलिए यह विशेष निर्देशिका उन सभी कैश मेमोरी को सूचीबद्ध करती है जो CPU 0 से सुलभ हैं तो इंडेक्स 0 में जाएगा और हम कैश के प्रकार को देखेंगे जो यहां मौजूद है और टाइप डी है डेटा जो इंगित करता है कि सीपीयू 0 इंडेक्स 0 में दर्शाया गया यह विशेष कैश एक डेटा कैश है इसका आकार 32 किलोबाइट है जैसा कि यहाँ देखा गया है और हम उन अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो इस विशेष कैश मेमोरी को साझा कर रहे हैं इसलिए इसे साझा किए गए फ़ाइल shared cpu list से प्राप्त किया जा सकता है और हम देखते हैं कि 2 प्रोसेसर हैं प्रोसेसर 0 और प्रोसेसर 4 जो वास्तव में इस विशेष कैश को साझा कर रहे हैं इसलिए अब यदि हम कैश गुप्त चैनल बनाना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं और हम इस कैश गुप्त चैनल को 2 प्रक्रियाओं और इन 2 प्रक्रियाओं के बीच साझा जानकारी के बीच बनाना चाहते हैं हम क्या कर पाएंगे हम सीपीयू 0 में एक प्रक्रिया और सीपीयू 4 में दूसरी प्रक्रिया चला सकते हैं और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए साझा कैश का उपयोग कर सकते हैं हम इस विशेष कैश मेमोरी के बारे में अन्य विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए तरीके या संबद्धता इस प्रकार है इसलिए यह 8 तरह से एसोसिएटेड कैश है और जो सेट मौजूद हैं उनकी संख्या 64 है और मौजूद प्रत्येक कैश लाइन का आकार निम्नानुसार है भी 64 है इस जानकारी के आधार पर हम ऐसे कैश का एक विशिष्ट पता बना सकते हैं तो हमने जो उल्लेख किया वह यह था कि इस विशेष कैश मेमोरी में 64 बिट्स की कैश लाइन का आकार था जो पते के सबसे नीचले बिट्स को बताता है पते के सबसे नीचले 6 बिट्स में कैश लाइन आकार के भीतर एड्रेसिंग शामिल होती है जो 6 बिट्स की होती है इसमें 64 कैश सेट भी थे और इसलिए 64 कैश सेटों को संबोधित करने के लिए हमें एक और 6 बिट्स की आवश्यकता है और इसलिए हमने ऐसे एड्रेसिंग सेट किए हैं जो अन्य 6 बिट्स की तरह हैं ये 2 वास्तव में एक लाइन में ऑफसेट देते हैं और ये किसी विशेष सेट के लिए 6 बिट्स एड्रेस प्रदान करते हैं इसलिए बाद में जब हम अपने कैश बेस कवरट चैनल का निर्माण करने के लिए इस तरह की जानकारी नहीं चाहते हैं तो हमें उन कार्यक्रमों को देखना होगा अब जब हम कैश संरचना के बारे में जानते हैं और इस विशेष मशीन के भीतर प्रोसेसर हमें यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम वास्तव में कैश बेस कवर चैनल कैसे बना सकते हैं तो हम जो हासिल करना चाहते हैं वह यह है कि सिस्टम पर चलने वाली 2 प्रक्रियाएं हैं इन प्रोसेसर को प्रेषक और रिसीवर कहा जाता है और हम मानते हैं कि ये 2 प्रोसेसर पूरी तरह से एक दूसरे से अलग थलग हैं आप किसी प्रेषक को विशेषाधिकार प्राप्त प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं जैसे कुछ जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और रिसीवर प्रोसेस द्वारा चलाया जाता है जो कुछ ऐसा है जो एक विशेषाधिकार प्रक्रिया है इसलिए आप यह भी मान सकते हैं कि ये 2 प्रेषक और रिसीवर प्रक्रिया पूरी तरह से अलग अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बारे में क्या जानते हैं कि विभिन्न तंत्र हैं जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों में समाहित हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि यह रिसीवर सीधे प्रेषक के डेटा को पढ़ने या लिखने में सक्षम नहीं होगा और इसी तरह उल्टा भी हालाँकि अब जो हमने दिखाया है वह यह है कि प्रेषक और रिसीवर वास्तव में एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जानकारी स्थानांतरित करने के लिए एक साझा कैश मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं इसलिए ध्यान दें कि जब कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है तो वास्तव में एक प्रक्रिया से कैश मेमोरी को पढ़ने के लिए कोई निहित तरीका नहीं है लेकिन जैसा कि हमने पहले थ्योरी वीडियो में देखा है हम एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए मेमोरी एक्सेस के लिए निष्पादन समय का उपयोग कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक संदेश है और यह कहें कि बाइनरी संदेश 1101101 प्रेषक से रिसीवर को भेजा जाए हम आगे यह मानते हैं कि ये दोनों प्रोसेसर जो प्रेषक और रिसीवर हैं एक सामान्य कैश मेमोरी साझा कर रहे हैं और उसी प्रोसेसर पर चल रहे हैं उदाहरण के लिए प्रोसेसर 0 और प्रोसेसर 4 इसलिए कैश गुप्त चैनल बनाने के लिए क्या किया जाता है यह है कि प्रेषक और रिसीवर पहले तो एक विशिष्ट पोर्ट सेट पर सहमत हैं तो हम इन पोर्ट को 10 20 30 और 40 के रूप में निरूपित करते हैं इसलिए हम इन पोर्ट में से 2 को डेटा पोर्ट कहते हैं और 30 और 40 को नियंत्रण पोर्ट कहा जाता है इसलिए ये पोर्ट वास्तव में गुप्त चैनल शुरू करने से पहले प्रेषक और रिसीवर इन पोर्टों पर सहमत होते हैं और अनिवार्य रूप से हमारे कार्यक्रम में प्रदर्शन हम देखते हैं कि हम पोर्ट 30 का उपयोग विषम बिट्स को भेजने के लिए करते हैं को और पोर्ट 40 को उपयोग सम बिट्स को भेजने के लिए करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए इस विशेष मामले में हमारे पास पोर्ट नंबर 10 भेजने वाले ये पोर्ट होंगे इसलिए जब से हम एक 0th बिट के साथ शुरू करते हैं तो यह विशेष रूप से इस चीज़ को वास्तव में इस 1 पर भेजा जाएगा और अगला बिट जो 1 फिर से इस पोर्ट 10 पर भेजा जाएगा 3 बिट जो 0 है उसे नियंत्रण रेखा के साथ यहां भेजा जाएगा यहां तक कि और यहां जो 4 बिट है वह 30 का नियंत्रण होगा और इस पोर्ट पर भेजा जाएगा तो इस तरह से क्या होगा कि हम प्रेषक से रिसीवर को बिट बाय बिट भेज रहे हैं तो आइए देखें कि यह कार्यक्रम वास्तव में कैसे काम करता है तो यहाँ पर हमारे पास 2 पूरी तरह से अलग अलग प्रोग्राम हैं जिन्हें एक recieverc के रूप में जाना जाता है दूसरा senderc के रूप में जाना जाता है हम आपके साथ इन कार्यक्रमों को साझा करेंगे तो आप वास्तव में अपनी मशीनों पर इसे आज़मा सकते हैं तो पहली चीज जो हम करते हैं वह है make clean and make बनाएंगे और हम 2 निष्पादन योग्य प्राप्त करते हैं एक प्रेषक है और दूसरा रिसीवर है इसलिए हम जो दिखाएंगे वह यह है कि वास्तव में प्रेषक से साझा कैश के माध्यम से प्रेषक से रिसीवर जानकारी संवाद करना संभव है इसलिए इस कार्यक्रम के बारे में विवरण में जाने से पहले कि हम वास्तव में पहले प्रदर्शन को देखेंगे पहली बात यह है कि रिसीवर को शुरू करना है और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कैश साझा किया गया है और जैसा कि हमने पहले इस वीडियो में देखा है प्रोसेसर 0 और प्रोसेसर 4 अनिवार्य रूप से एक ही सीपीयू कोर साझा कर रहे हैं इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दोनों ये प्रोसेसर रिसीवर और सर्वर बिल्कुल इस कोर पर क्रियान्वित कर रहे हैं इसलिए हम इसे कार्यपत्रक आदेश taskset c 0 receiver द्वारा कर सकते हैं और हमने यहां पर सहमत हुए पोर्ट प्रदान किए हैं इसलिए 10 20 30 40 इतना याद है कि हम कैश गुप्त चैनल में पोर्ट को परिभाषित करते हैं क्योंकि आवश्यक रूप से अलग अलग कैश सेट हैं तो हमारे L1 डेटा कैश में 64 कैश सेट थे और हमने अपने संचार के लिए इन 4 कैश सेट कैश सेट 10 20 30 और 44 को चुनने का फैसला किया है इनमें से 2 कैश सेट 10 और 20 डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जबकि कैश सेट 30 और 40 नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए हम रिसीवर शुरू करते हैं और पूरी तरह से अलग वातावरण में सर्वर को निम्नानुसार शुरू करते हैं इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सर्वर सीपीयू 4 पर चल रहा है इसलिए हम सीपीयू को निर्दिष्ट कार्य चलाते हैं जिसे हम इस मामले में चलाना चाहते हैं यह 4 है जिसमें समान रूप से सहमत 10 20 30 और 40 पोर्ट हैं इसलिए अब जो हो रहा है वह यह है कि प्रेषक एक 0th बिट भेजना शुरू कर रहा है यह एक सम स्थान पर है और हम देखते हैं कि यह प्रेषक अनिवार्य रूप से कैश के माध्यम से रिसीवर को संचार करने में सक्षम है इसलिए स्पष्ट तौर पर यह विशेष रूप से 0 बिट रिसीवर द्वारा यहां प्राप्त किया गया है प्रेषक द्वारा भेजा जाने वाला अगला बिट 1 है इसलिए यह विषम बिट है और हम देखते हैं कि रिसीवर को यह विशेष बिट प्राप्त हुआ है इसलिए हमें कुछ और समय बिट्स को प्रेषित होते हुए देखना चाहिए भेजा जा रहा है तीसरी बिट फिर से 1 है तो यह एक सम बिट है और हम देखेंगे कि कुछ समय बाद रिसीवर को वास्तव में यह बिट प्राप्त हुआ है इसलिए बिट संख्या 2 सम बिट का मान 1 है इसलिए हम बस प्रतीक्षा कर सकते हैं यह एक मिनट का समय हो सकता है और अधिक बिट्स को संचारित होते हुए देखा जा सकता है इसलिए यह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है लेकिन यह दर्शाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर द्वारा प्रदान की गई भारी सुरक्षा के बावजूद ये 2 प्रक्रिया प्रेषक और रिसीवर वास्तव में एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम हैं इसलिए यह 2 नियमित प्रक्रियाओं पर था लेकिन हम इसे और उदाहरण के लिए एसजीएक्स और ट्रस्टज़ोन जैसे विश्वसनीय निष्पादन वातावरण के साथ भी विभिन्न अन्य अवसंरचनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें हमने इस व्याख्यान में पहले अध्ययन किया है इस तरह के गुप्त चैनल विश्वसनीय वातावरण से अविश्वसनीय नियुक्ति तक किए जा सकते हैं इसलिए एक बात जो किसी विशेष गुप्त चैनल को डी मार्केट करती है वह दर है जिस पर प्रेषक से रिसीवर तक डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि यह एक बेहद धीमी प्रक्रिया है इसलिए आमतौर पर इकाइयाँ बिट्स की तरह प्रति सेकंड होती हैं और जैसा कि हम देखते हैं कि कोड बहुत अनुकूलित नहीं है ऐसा लगता है कि प्रति सेकंड 1 बिट से बहुत कम है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमलावर काफी प्रेरित हैं और ट्रांसमिशन की दर हमलावरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जब तक कि दूसरी तरफ जानकारी प्राप्त की जा सकती है अब जब हमने इन कार्यक्रमों को काम करते देखा है तो आइए हम इस कार्यक्रम के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में विस्तार से देखें तो हमें रिसीवर और सर्वर को बंद करने दें अब आपके बारे में एक बात यह है कि इस बात को याद रखें कि यदि आप अभी वीडियो पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ बिट्स हैं जो प्राप्त हो गए हैं हालांकि प्रेषक अभी तक शुरू नहीं हुआ है इसलिए आपके लिए एक बात सोचने की है कि क्यों वास्तव में ऐसा हुआ है ठीक है तो हमें कोड में जाते हैं हम अपने एडिटर को खोलेंगे और पहले प्रेषक कोड को देखेंगे इस कोड को ज्ञानमबाई ने लिखा है जो पीएचडी PhD आईआईटी मद्रास में छात्र है इसलिए यहाँ पर दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशेष समयावधि है और हम बाद में इस विशेष कोड में इसे पसंद करेंगे और जो हम देखते हैं वह यह है कि सिस्टम में मौजूद कैश मेमोरी के बारे में विभिन्न विशेषताएँकम से कम कैश मेमोरी जो गुप्त चैनल को लक्षित की गई हैं 32 किलोबाइट के डी कैश आकार उदाहरण के लिए यहाँ पर परिभाषित किया गया है सेट बिट्स की संख्या जो यहाँ पर 6 है क्योंकि हमारे पास 64 अलग अलग सेट हैं एक कैश लाइन के भीतर ऑफ़सेट बिट्स फिर से 6 बिट्स हैं क्योंकि प्रत्येक कैश लाइन 64 बिट्स की है और कुल बिट्स के रूप में जाना जाता है जो संबंधित बिट्स सेट बिट्स और ब्लॉक एड्रेस बिट्स का प्रतिनिधित्व करता है एक बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण थी वह थी कैश मेमोरी की संबद्धता इसलिए याद रखें कि यह विशेष मेमोरी 8 तरह की एसोसिएटिव कैश है और इसलिए किसी विशेष सेट के साथ संघर्ष पैदा करने के लिए एक ही कैश सेट पर 8 पते होने चाहिए 8 पतों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए या इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक उस सेट के अनुरूप कैश में एक विशेष तरीके से महसूस हो तो जो तर्क यहां दिए गए हैं वे नियंत्रण पोर्ट हैं और डेटा पोर्ट जो 10 20 30 और 40 हैं उन्हें कमांड लाइन से लिया जाता है और इन विभिन्न इंटीजर सेट इंडेक्स A0 A1 B0 और B1 में सेट किया जाता है इसलिए A0 और A1 का उपयोग 0 और 1 को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है जबकि B0 और B1 का उपयोग नियंत्रण पोर्ट के लिए किया जाता है और जहां उनका उपयोग क्रमशः विषम बिट्स और यहां तक कि बिट्स को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है अगली चीज़ जो हम करते हैं वह है अलग अलग पते हम ध्यान दें कि हमें पते के 4 सेट की आवश्यकता है प्रत्येक 8 अलग अलग पते का एक संग्रह है तो यह उदाहरण के लिए A00 से A07 एक 8 तरीका है 8 वे एसोसिएटेव कैश से मेल खाता है इसलिए मैं इस बारे में विवरण में नहीं जाऊंगा लेकिन इस तथ्य को देते हुए कि इस वीडियो में हमने पहले क्या चर्चा की थी आप देख सकते हैं कि 8 पते कैसे तैयार किए गए हैं ताकि वे सभी एक ही सेट तक पहुंच सकें हम कैश में लागू किए जाने वाले कम से कम हाल ही में उपयोग किए गए जैसे नीति को मानते हैं और इस तथ्य को मानते हैं कि ये सभी 8 पते एक ही कैश सेट में लेकिन कैश के अलग अलग तरीकों से गिरेंगे तो इसी तरह हमारे पास A0 A1 पते तैयार किए जा रहे B0 पते और BE पते तैयार किए जा रहे हैं अगली बात काफी दिलचस्प होगी इसलिए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि डेटा को कैसे प्रसारित किया जा रहा है हमने प्रेषक से रिसीवर तक प्रेषित किए जाने वाले डेटा को निम्नानुसार परिभाषित किया है इसलिए डेटा में इस बाइनरी बिट्स 011 और इसी तरह और भी शामिल हैं और हम यहां क्या करते हैं कि हम मेमोरी को क्राफ्ट करना शुरू करते हैं और वास्तव प्रेषक से रिसीवर में उन्हें भेजना शुरू करते हैं इस विशेष बात में इतना महत्वपूर्ण यह फॉर लूप है इसलिए प्रत्येक पुनरावृत्ति को युगांतर epoch TIME PERIOD के लिए चलाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जो रिसीवर प्रेषक प्रक्रिया से अतुल्यकालिक रूप से चल रहा है उसके पास वास्तव में इस जानकारी को पढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय है तो हम देखते हैं कि युग कैसे परिभाषित किया गया है जो यहाँ पर 128 के रूप में परिभाषित किया गया है जैसा कि यहाँ देखा गया है और समय अवधि 2 24 है जिसका अर्थ है कि ये लूप कुल 2 24 128 बार के लिए चलाए जाते हैं तो यह लंबे समय के लिए पर्याप्त मात्रा में रिसीवर को प्राप्त करने के लिए वास्तव में बिट्स को प्रेषित होने का पता लगाने के लिए पर्याप्त होगा अगली चीज जो हम करते हैं वह विभिन्न स्थानों पर मेमोरी एक्सेस बनाना है अब tA 0 और tB 0 इन पतों पर डेटा को प्रेषित करने के लिए ऑपरेशनों को लोड और स्टोर करने के अनुरूप हैं याद रखें कि tB का उपयोग डेटा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और विशिष्ट विषम या सम को प्रेषित किया जाता है और tA का उपयोग क्रमशः 0 और 1s भेजने के लिए किया जाता है तो अनिवार्य रूप से यह संचार है जो प्रेषक द्वारा हो रहा है प्रेषक इन विशेष मेमोरी पतों पर मेमोरी एक्सेस कर रहा है इसलिए हर बार प्रेषक वास्तव में इस तरह की मेमोरी एक्सेस करता है अगर डेटा कैश में मौजूद नहीं है तो इस मामले में लोअर कैश से प्राप्त किया जाएगा इस परिस्थिति में L2 और L3 कैश और L1 कैश में संग्रहीत और साथ ही रजिस्टर में संग्रहीत करने का इशारा किया अब रिसीवर की ओर से क्या होता है कि रिसीवर भी एक समान लूप चलाता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है लेकिन रिसीवर उस विशेष लूप का समय भी लेगा अब आम कैश और सहमत कैश सेट के कारण होने वाले संघर्षों के कारण टकराव वास्तव में कुछ मेमोरी एक्सेस को तेज और कुछ मेमोरी एक्सेस को धीमा होने का कारण हो सकता है तो बढ़ा हुआ समय संकेत देगा कि उस विशेष कैश सेट पर प्रेषक द्वारा कुछ प्रेषित किया जा रहा है और इसलिए एक मिस हुआ है कि डेटा को लोअर कैश से या DRAM से पुनर्प्राप्त किया जाना है धन्यवाद